गुड मॉर्निंग हम लेक्चर नंबर 8 और उन विषयों की त्वरित पुनरावृत्ति के साथ शुरू करते हैं जिन्हें हम आज कवर करना चाहते हैं हम पहले ही अपसैंपलर के गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं हमने डाउनसेंपलिंग प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है आज हम गुणों के संदर्भ में चर्चा को पूरा करेंगे हम कई दिलचस्प उदाहरणों पर गौर करेंगे एक विशेष रूप से दिलचस्प उदाहरण लिनियर इंटरपोलेशन है बहुत बार जब आपको दो बिंदुओं के बीच एक वैल्यू खोजना होता है तो हमारे लिए सबसे स्वाभाविक बात उन दो बिंदुओं के बीच लिनियर इंटरपोलेशन करना है अब हम उस संदर्भ में इंटरपोलेशन शब्द का उपयोग करते हैं हमने अपने संदर्भ में भी इंटरपोलेशन का उपयोग किया है जहां हम शून्य को सम्मिलित करते हैं और कुछ फ़िल्टरिंग करते हैं क्या वे जुड़े हुए हैं क्या कुछ अंतर्दृष्टि है जो हम लिनियर इंटरपोलेशन के पहलुओं में प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा पूर्णांक सेंपलिंग रेट परिवर्तन तक सीमित नहीं होते हैं या तो पूर्णांक सेंपलिंग रेट में वृद्धि या कमी होती है बहुत बार हमें एक आंशिक सेंपलिंग रेट परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है इसलिए यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और फिर यह हमें कुछ अद्वितीय संरचनाओं में ले जाता है जो केवल मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में मौजूद हैं न कि पारंपरिक सिग्नल प्रोसेसिंग में जो कि हम एक मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर के रूप में संदर्भित करते हैं आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं मैंने सोचा था कि ये चीजें केवल संचार डोमेन में मौजूद थीं नहीं वे वास्तव में मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में भी मौजूद हैं तो आज के लिए यही हमारा लक्ष्य है मुझे एक संक्षिप्त सारांश के साथ शुरू करते हैं जो हमने अंतिम क्लास में कवर किया है और उस पर निर्माण करते हैं और फिर से यदि कोई प्रश्न हैं तो हम उन्हें लेगे जैसे जैसे हम साथ चलते हैं तो हमने जिस ब्लॉक को देखा है वह अपर्सैंपलर है जहाँ हम सैंपल की क्रमिक जोड़ियों के बीच L 1 शून्य डालते हैं अब हमने दिखाया कि यह स्पेक्ट्रम है या विस्तारित सिग्नल का z ट्रांसफार्म X X द्वारा इनपुट सिग्नल के स्पेक्ट्रम से संबंधित है और फिर से हमने कहा कि इनपुट स्पेक्ट्रम की कई छवियां पेश करता है और बस एक त्वरित स्केच के रूप में अगर यह इनपुट स्पेक्ट्रम था कि आपके पास स्पेक्ट्रम था जो पाइ तक जा रहा था तो आपको जो मिलेगा वह स्पेक्ट्रम कंप्रेस्ड है यह π L होगा स्पेक्ट्रम की अगली प्रति 2π L 4 π L होगी ताकि सभी तरह से 2 π हो इसलिए मूल रूप से हमें अतिरिक्त प्रतियां मिली हैं यह कॉपी नंबर 1 है कॉपी नंबर 2 है आखिरी वाला L − 1 होगा यह L−1 की प्रतिलिपि होगी और यह वही होगा जो X होगा और हमने कहा कि यदि हमने लो पास फ़िल्टरिंग द्वारा शून्य सम्मिलन द्वारा सिग्नल के विस्तार का अनुसरण किया है जो मूल रूप से इन सभी छवियों को हटा दिया है तो सभी को हटा दिया है इन छवियों को तब हमें एक इंटरपोलेटेड सिग्नल मिलता है शून्य मूल्यवान सैंपल नहीं हैं सभी सैंपल भरे गए हैं और इनपुट परिणामी स्पेक्ट्रम निम्नानुसार दिखता है तो आप −π L से L तक सभी तरह से 2 π तक सीमित हैं इसलिए यह मूल रूप से कहता है कि अगर मेरे पास एक सिग्नल था जो π L तक सीमित था तो इसे केवल कुछ फ्रीक्वेंसी के रूप में समझें मेरा न्यूक्विस्ट रेट 2 L रहा होगा तो न्यूक्विस्ट की दर 2π L रही होगी लेकिन वास्तव में मैं इसे 2 पर सैंपल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैंने इसे न्यूक्विस्ट दर से L गुना अधिक पर सैंपल लिया है तो यह है कि इंटरपोलेशन प्रक्रिया ने आपको क्या दिया आपको अपने सिग्नल को बनाने के लिए अतिरिक्त सैंपल मिले हैं जैसे कि यह ओवर सैंपल हो गया है और चाहे आप इसे कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में जाकर व्याख्या करते हैं या पूरी तरह से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में शेष रहते हुए भी आप इसे उच्च सैंपल दर के साथ सिग्नल के रूप में व्याख्या कर सकते हैं और मूल सिग्नल के संदर्भ में समतुल्य रिप्रेजेंटेशन अब जिस दूसरे ब्लॉक की हम चर्चा कर रहे हैं वह डाउनसैंपलिंग ब्लॉक है और समय के संदर्भ में डाउन सैंपलिंग एरो के साथ संकेतित डाउन सैंपलिंग ब्लॉक x D n x Mn का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत आसान है इसी स्पेक्ट्रेल रिप्रेजेंटेशन या z ट्रांसफार्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन उतना आसान नहीं है जितना हम इसे विकसित करने की प्रक्रिया में थे मूल रूप से हमने एक इंटरमीडिएट सिग्नल X1 n को परिभाषित किया था जो M के सभी गुणकों पर x n से मेल खाता था अन्यथा यह 0 था हमने कहा कि सीक्वेंस कुछ ऐसा है जिसे कोंब सीक्वेंस के साथ x n गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है कोंब सीक्वेंस को यहां पर परिभाषित किया गया है हम यूनिटी के रूट उपयोग करते हैं यूनिटी के कंपलेक्स रूट बस एक कोंब सीक्वेंस का निर्माण करती हैं और फिर हम सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे तो मूल रूप से X1 यह वह बिंदु है जिस पर हमने आखिरी लेक्चर को समाप्त किया था मैं इसे वहां से शुरुआत करूंगा X1 1M k0M 1X अब मैं इसे थोड़ा विस्तार देना चाहता था इसलिए यदि मैं Z लिखता हूं यदि मैं z ej को सब्सीट्यूट करता हूं तो मुझे जो मिलता है वह यह टर्म X ej हो जाता है यदि आप सटीक होना चाहते हैं तो आप एक सबस्क्रिप्ट M लिख सकते हैं ताकि कोई भ्रम न हो लेकिन आमतौर पर जब हम इसके बारे में डाउन सैंपलिंग के संदर्भ में बात करते हैं और यदि डाउन सैंपलिंग M के एक फैक्टर से होती है तो हम मान लेते हैं कि W e j2kM इसलिए तो यहाँ है जहाँ हम शिफ्टेड वर्शन को देखते हैं और आज के लेक्चर में हम इस ग्राफ को कुछ समय देखेंगे लेकिन मुझे बस इसे ड्रा करने दें इसलिए मान लें कि मेरे पास एक सिग्नल था जो 3 से π 3 तक सीमित था और मैं मूल रूप से M 3 पर डाउनसमलिंग कर रहा था 3 के फैक्टर के द्वारा यही वह स्थिति है कि हम देख रहे हैं अब हम जो कह रहे हैं वह X1 का स्पेक्ट्रम है इसलिए अगर मैं X1 के स्पेक्ट्रम को देख रहा हूं तो सबसे पहले एक स्केल फैक्टर 13 इंट्रोड्यूस करूँगा K 0 के लिए स्पेक्ट्रम मूल स्पेक्ट्रम है फिर k 1 हमें स्पेक्ट्रम की एक कॉपी मिलती है जिसे 2 3 के आस पास स्थानांतरित किया जाता है और फिर k 2 के लिए हमें स्पेक्ट्रम की एक और कॉपी 4 3 पर स्थानांतरित कर दी जाती है तो स्पेक्ट्रम k की दो प्रतियाँ 01 2 प्रतियों की संख्या होगी और फिर आपके पास फिर से मूल सिग्नल होगा तो यह क्या है X1 इसमें 2π M के गुणकों द्वारा स्थानांतरित इनपुट स्पेक्ट्रम की कई प्रतियां हैं जो इन आंकड़ों के आसपास केंद्रित हैं और यह एक ऐसा मामला है जहां हमने देखा कि यह k 1 से मेल खाता है यह k 2 के अनुरूप है तो यह कल्पना करना आसान है इसलिए यह कल्पना की जा रही है कि यह सिर्फ एक बहुत ही सरल स्टेप है वहां से डाउन सैंपल सिग्नल पर जाना है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि डाउन सैंपल सिग्नल का निम्नलिखित संबंध XD स्पेक्ट्रम X1Z1M है ठीक यह हम पिछले लेक्चर की शुरुआत में प्राप्त किए थे तो यह एक स्केलड वर्शन के अलावा कुछ भी नहीं है या हम इसे सिग्नल X1 के इनपुट का एक फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचड वर्शन कहते हैं तो यह 1 M के रूप में लिखा जा सकता है कृपया Z1Mके प्रतिस्थापन पर ध्यान दें तो जहाँ भी z है मैं इसे Z1M से बदलने जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर 1 M है Z को Z1M से बदल दिया गया है और जो भी आरगुमेन्ट है वह WkM द्वारा गुणा किया गया है इसलिए और कुछ नहीं बदला केवल यह हुआ ठीक हे XDX1Z1M 1M k0M 1 X Z1MWkM तो यह डाउनसैंपलर के लिए मेरा एक्सप्रेशन है अब बहुत बार जब हम सीधे X से जाते हैं तो मूल रूप से अगर आप x n से XD n तक जाते हैं तब इसका मतलब यह होगा कि आप X के स्पेक्ट्रम को उस डाउनसैंपल संस्करण XD से देख रहे हैं सभी प्रकार के भ्रम हैं ठीक क्योंकि आप नहीं जानते कि स्केलिंग कहां हो रही है कहां बदलाव हो रहे हैं लेकिन हमने जो दिखाया है वह यह है कि यदि आप एक इंटरमीडिएट सिग्नल X1 को परिभाषित करते हैं तो यह हमारे लिए निर्माण करना बहुत आसान है X1 कैसा दिखता है यह मूल सिग्नल 2π M के गुणकों पर स्थानांतरित प्रतियों के साथ है जिसका निर्माण करना आसान है अब अंतिम चरण है जब मैं डाउन सैंपल सिग्नल का निर्माण करना चाहता हूं हम जानते हैं कि यह संबंध XDXZ1M फ्रीक्वेंसी की रीस्केलिंग के अलावा और कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि जो भी मूल फ्रीक्वेंसी थी मैं इसे काट देता हूं और फिर इसे M के फैक्टर से गुणा करता हूं इसलिए यदि मैं इसे रद्द कर सकता हूं और इसे 2 कह सकता हूं क्योंकि इस मामले में M 3 यह मैं रद्द कर दूंगाऔर और मैं इसे 2 कहूंगा उसके बाद स्पेक्ट्रम दोहराएगा सलिए जहाँ तक XD के लिए चिंतित है इस विशेष उदाहरण के लिए यह इस प्रकार है 13 की ऊँचाई यह π है और मेरे पास इसकी प्रति है और यह 2 है ठीक तो यह है कि यह डाउनसेंपल सिग्नल है स्पेक्ट्रम बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है 4 आप ध्यान में रखें जब हम डाउनसेंपल सिग्नल नीचे लिखते हैं सबसे पहले एंप्लीट्यूड स्केलिंग इनमें से 3 देखे गए थे जब हम नीचे लिख रहे थे X1 का स्पेक्ट्रम इसलिए मैं सिर्फ यह दोहराऊंगा कि 1 एंप्लीट्यूड स्केलिंग है यह पहले से ही X1 सिग्नल स्पेक्ट्रम के इनपुट की प्रतियों प्रतियों में मौजूद था सिग्नल स्पेक्ट्रम कितनी प्रतियां M 1 अतिरिक्त प्रतियां और फ्रिकवेंसी शिफ्ट इसलिए ये सभीX1 में मौजूद थे स्केलिंग मल्टीपल कॉपीज़ और फ़्रीक्वेंसी शिफ़्ट जो हमने देखी है अब डाउन सैंपल सिग्नल के स्पेक्ट्रम को लिखने का अंतिम चरण मूल रूप से फ्रीक्वेंसी की स्केलिंग करने के लिए लिखा हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी की रिस्केलिंग है बस इतना ही फ्रीक्वेंसी की रिस्केलिंग है ठीक एक बार जब आपके पास यह तस्वीर आ जाती है तो हमारे लिए यह बहुत आसान हो जाता है कि हम डाउनसेंपलर के साथ काम करें और किसी भी तरह का भ्रम न पालें इसलिए डाउनसैंपलिंग प्रक्रिया हमेशा मेरी सिफारिश होगी एक इंटरमीडिएट सिग्नलX1 के संदर्भ में विचार करें जो कि एक कोंब सीक्वेंस द्वारा गुणा किया गया इनपुट संकेत है जो आपको यह स्पेक्ट्रम शिफ्टेड स्केल शिफ्टेड कई प्रतियाँ देगा फिर इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने का अंतिम चरण केवल वह आवश्यकता होगी जो आपके पास है फ्रीक्वेंसी को री स्केल करें और सुनिश्चित करें कि आप 0 से 2 तक की अवधि देख रहे हैं इस संकेतन पर कोई संदेह नहीं है कि हमने क्या उपयोग किया है ठीक है अब हम एक उदाहरण पर कुछ मिनट बिताएंगे जो ऐसा लग सकता है कि यह थोड़ा दोहराव वाला है लेकिन फिर से उन चीजों के लिए तत्पर रहें जो आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि आपको कभी भी संदेह या भ्रम नहीं होगा जब भी यह डाउनस्मैपलिंग की बात आती है इसलिए यहां आंकड़ों की पहली श्रृंखला संभवत आपके लिए अपनी नोटबुक पर ड्रा करना आसान है लेकिन मुझे सबसे अच्छा करने दें जो मैं कर सकता हूं देखें स्लाइड समय 1353 तो पहले मैं न्यूक्विस्ट दर पर सिग्नल के स्पेक्ट्रम को बनाने जा रहा हूँ ठीक है फिर ध्यान रखें कि यह आंकड़ों की एक श्रृंखला है जो अधिमानतः या एक ही पृष्ठ पर सभी को बनाएं इसलिए तब आपको यह मिलता है इसलिए न्यूक्विस्ट सैंपलिंग दर स्पेक्ट्रम इस तरह दिखता है यह 2 ठीक है इसलिए यह न्यूक्विस्ट सैंपलिंग दर है इसलिए स्पेक्ट्रम में कोई अंतर नहीं है असल में आप इसे दो गुणा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट पर सैंपल ले रहे हैं और इसलिए मूल रूप से स्पेक्ट्रा की दो प्रतियां बस एक दूसरे को छूती हैं अब निश्चित रूप से रिकंस्ट्रक्शन या हटाने या आप कुछ और जानते हैं जो आप इसके साथ करना चाहते हैं तो अगला जो मैं देखना चाहता हूँ न्यूक्विस्ट कि 3 गुना सेंपलिंग है फिर से मुझे बस जल्दी से इस चित्र को बनाने दे यदि यह 3 −π 3 है तो यह π है यह 2 π है और यह 5 π 3 से 7 π 3 होने वाले स्पेक्ट्रम की प्रति है ठीक तो मूल रूप से यह एक ऐसा मामला है जहां आपके पास ओवर सैंपल है यदि आपने न्यूक्विस्ट दर से 3 गुना अधिक सैंपललिया था तो यह वह स्पेक्ट्रम है जिसे आपने ठीक देखा होगा अब इस सिग्नल को लीजिए जिसे न्यूक्विस्ट के 3 बार न्यूक्विस्ट के दर पर सैंपल लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं 3 के फैक्टर से नीचे जाता हूं तो यह संकेत लेता है इसे डाउनसमलिंग के माध्यम से पास करें क्षमा करें यह 3 के फैक्टर से डाउनसैंपलिंग है फिर मुझे कोई एलियाजिंग नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैंने वास्तव में तीन के फैक्टर द्वारा ओवर्सेंपलिंग किया था और इसलिए शुरू करने के लिए हमने जो भी किया है हमें यह सत्यापित करना चाहिए इसलिए सबसे पहले 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग का कहना है कि इंटरमीडिएट सिग्नल में स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करना है तो पहली बात यह है कि स्पेक्ट्रम के शिफ्ट को ड्रा करना है फिर यह आंकड़ा की पुनरावृत्ति है कि हम पिछले पृष्ठ में ड्रा किए हैं तो यह k 1 के समान है यह k 2 2 शिफ्ट 13 के स्केल फैक्टर से मेल खाता है फिर अंतिम चरण फ्रीक्वेंसी का पुनरावर्तन होगा यह −π हो जाता है यह π हो जाता है यह 2 हो जाता है इसलिए डाउन सैंपल सिग्नल के लिए नया स्पेक्ट्रम लाल रंग में है नीचे का सैंपल सिग्नल मूल रूप से मूल स्पेक्ट्रम पर वापस चला जाता है π 2 के लिए सभी तरह से चला जाता है लेकिन 13 का स्केल फैक्टर है जो इस प्रक्रिया के माध्यम से आया है हमारे द्वारा किया गया डाउनसैंपलिंग हमने किया है ठीक अब स्पष्टता के लाभ के लिए 3 के कारक द्वारा उसी डाउनसैंपलिंग को देखना चाहेंगे हालाँकि इनपुट स्पेक्ट्रम न्यूक्विस्ट दर पर नहीं है लेकिन न्यूक्विस्ट दर से थोड़ा कम है इसलिए मूल रूप से इस विशेष परिदृश्य को देखते हैं इसलिए मैं एक स्पेक्ट्रम को फिर से तैयार करने जा रहा हूं जो मैं चाहूंगा कि आप डाउनसैंपलिंग के लिए देखें और अध्ययन करें तो यह 6 से π 6 तक है अब यह सिग्नल कैसा दिखेगा अगर मैंने इसे एक डाउन सैम्पलर के माध्यम से भेजा है बेशक 2 पर पुनरावृत्ति होगी यदि यह 3 के वेक्टर द्वारा डाउनसेंपल किया जाता है तो इस सिग्नल का क्या होगा तो अगर यह 3 के फैक्टर द्वारा सिग्नल डाउन सेंपल करता है तो यह कैसा दिखेगा मुझे 2π 3 और 43 पर कई प्रतियाँ बनानी होंगी कृपया आगे बढ़ें और ऐसा करें तो मूल रूप से इस स्पेक्ट्रम की 2 3 4 π 3 प्रतियां ठीक हैं और फिर आप 13 स्केलिंग करेंगे और फिर आप आवृत्तियों का एक पुनरावर्तन करेंगे तो यह 3 से गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और यह 2π हो जाएगा तो डाउनसैंपलिंग प्रक्रिया के बाद इस संकेत का स्पेक्ट्रम इस तरह दिखता है यह π 2 से π 2 है वहाँ π है 3π 2 और 2π और बेशक डाउनसैंपलिंग छवियों को एक दूसरे के करीब लाया है ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि पहले से वे एक दुसरे से बहुत दूर थे लेकिन और ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी में खिंचाव है और हम जानते हैं कि खिंचाव कहां से आता है अब यह सब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया गया था अब अगर मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम दिया है जिसमें निम्न रूप था जहां सिग्नल स्पेक्ट्रम 2 से π 2 तक चला गया तो ठीक है और निश्चित रूप से इसका मतलब है कि सिग्नल की दूसरी प्रति यहां ठीक होगी अब अगर मैंने यह सिग्नल लिया और फिर 3 के फैक्टर द्वारा इसे डाउनसेंपल किया गया क्या होगा ठीक इसलिए और सबसे पहले मुझे शिफ्टेड वर्शन को देखना होगा एक बार जब हम शिफ्टेड वर्शन को देखते हैं तो आप पुनः स्केलिंग करते हैं तो शिफ्टेड वर्शन कहता है कि 23 पर एक प्रतिलिपि है 4 3 पर एक प्रतिलिपि है और निश्चित रूप से एक रीस्केलिंग प्रक्रिया होगी ठीक इसलिए अगर रीस्केलिंग प्रक्रिया करने के बाद अगर मैं नया फिगर बनाऊंगा तो यह इस तरह दिखेगा यह 3π 2 तक जाएगा क्योंकि 2 3 2 तक जाएगा और दूसरी तरफ 3 2 पर जाएगा −3 2 और सिग्नल की प्रतिलिपि या अन्य भाग स्पेक्ट्रम π 2 से शुरू होगा और फिर 2 तक जाएगा इसलिए 2 से शुरू होकर 2 π तक जाएगा ठीक है तो स्पेक्ट्रम ही स्वयं मैं 13 का रिकंस्ट्रक्शन करने में सक्षम रहा हूं अब यदि आप इसे दूर तक ले आए हैं तो अगला कदम ठीक होगा इसलिए मैं अभी जूम करूंगा और इस फिगर को ड्रा करूँगा तो यह π 2 π 3 2 2 स्पेक्ट्रम कॉपी है सिग्नल की दूसरी कॉपी और मूल रूप से अगर मैं कंपोजिट सिग्नल को देखता हूं तो मैंने इसे ड्रा किया है इसलिए सिग्नल खुद दिखेगा इस तरह इसका स्केल फैक्टर है जैसे कि यह और फिर इस हिस्से में यह हरे और नीले रंग का कुछ कंपोजीशन है और फिर यह खुद को दोहराएगा ठीक तो यह 0 है यह π 2 है यह 3 2 है मुझे लगता है कि मुझे लाल रेखा को दोबारा ड्रा करना चाहिए और नीली रेखा 0 से 3 π 2 है यह 2 हो जाता है यह 2 ठीक है इसलिए सिग्नल की दूसरी प्रति 2 से 2 π तक है और फिर दोहराएं तो परिणामी संकेत की प्रतिलिपि कुछ इस तरह दिखती है तो यह मूल संकेत से कुछ समानता रखता है लेकिन जिस हिस्से में ओवरलैप है आप वास्तव में जानते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दो प्रतियाँ ओवरलैप हो गई हैं और इसलिए इस संकेत की व्याख्या करने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ मूल संकेत की एक बहुत ही स्पष्ट बैंड लिमिटेड प्रकृति थी लेकिन अब इस प्रक्रिया के बाद जो मेरे पास है वह कुछ इस तरह है यह कुछ विकृति है जो विशेष रूप से हाई फ्रिकवेंसी की ओर है अब वास्तव में वहां क्या हुआ यह वह क्षेत्र है जहां अलियासिंग हो रहा है और स्पेक्ट्रम जहां स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है जहां ओवरलैप होता है एक ऐसी जगह होती है जहां अलियासिंग के कारण हम मूल सिग्नल को पुनर्प्राप्त नहीं कर पाते हैं अगर हम अब इन 3 उदाहरणों को देखें तो ठीक है इसलिए मेरे पास एक मामला था जहां सिग्नल 3 तक सीमित था मैंने उस डाउनसैंपलिंग को किया था यह साफ था सिग्नल ओवर सैंपल डाउन सैंपल ऑफ कोर्स कोई समस्या नहीं थी जब मैं 3 से अधिक हो गया और मैं 2 की तरफ गया डाउनसेंपल किया मैंने देखा कि वहाँ एक एलियासिंग हुआ था तो यहाँ सिग्नल का वर्णन करने का एक आम तरीका है इसलिए जब आप डाउनसमलिंग करते हैं तो निम्न 4 चरण होते हैं वहाँ एक एंप्लीट्यूड स्केलिंग है स्पेक्ट्रम कीशिफ्टेड प्रतियां हैं इसलिए यह दो और तीन है स्पेक्ट्रम की कई प्रतियों को शिफ्ट कर दिया स्पेक्ट्रम की कई प्रतियों को 2 L के गुणकों द्वारा शिफ्ट किया गया है और अंतिम फ्रीक्वेंसी रिस्केलिंग है फ्रीक्वेंसी की रिस्केलिंग और फ्रीक्वेंसी की रिस्केलिंग हम आम आदमी के शब्दों में फ्रीक्वेंसी के विस्तार के रूप में वर्णित करते हैं अब मूल रूप से हम एलियासिंग की घटना के बारे में क्या कह सकते हैं कि जब मैं डाउनस्लैम्पिंग करूंगा तो रिस्कलिंग होगा स्पेक्ट्रम अगर रिस्कलिंग स्पेक्ट्रम ओमेगा को पाई के बराबर पार कर जाता है तो मुझे एलियासिंग का प्रभाव होगा क्योंकि अगली प्रति 2 के आसपास केंद्रित होने वाली है यह प्रारंभिक स्पेक्ट्रम π से आगे निकल गया है इसलिए जब मैं इसे शिफ्ट करता हूं तो सिग्नल की इन दो प्रतियों के बीच ओवरलैप होने वाला है दूसरे शब्दों में रिस्केल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने के बजाय आप मूल स्पेक्ट्रम के संदर्भ में भी बयान कर सकते हैं इसलिए यदि इनपुट स्पेक्ट्रम इनपुट स्पेक्ट्रम को रिसकलिंग से पहले का मतलब है कि यदि इनपुट स्पेक्ट्रम M को पार कर जाता है तो जब मैं M फैक्टर द्वारा डाउनसम्पलिंग करता हूं तो एलियासिंग होगा ठीक इसलिए हमने इसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्रीट डोमेन में बात की है हमें याद है कि अंदर नहीं गए अलियासिंग क्यों हुई है मूल रूप से हमने दिखाया है कि इनपुट सिग्नल पीरियोडिक है जब मैं डाउनसमलिंग करता हूं तो एंप्लीट्यूड स्केल होता है स्पेक्ट्रम की प्रतियां और फ्रीक्वेंसी की एक रिस्केलिंग होती है और हमने दिखाया है कि यदि इनपुट स्पेक्ट्रम में π M से आगे की सामग्री है तो डाउनसैंपलिंग प्रक्रिया छवियों के ओवरलैपिंग का परिचय देगी छवियों का यह ओवरलैपिंग वास्तव में समान है जैसा कि तब होता है जब आप एक बैंड लिमिटेड सिग्नल के सैंपल के तहत स्पेक्ट्रम की प्रतियों के ओवरलैप होंगे लेकिन यह कन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के ओवरलैप नहीं है लेकिन डिस्क्रीट डोमेन में ही दर्शाया गया है कि स्पेक्ट्रम के ओवरलैप होंगे मैं नहीं कर सकता मैं मूल सिग्नल को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता जो कि आमतौर पर अलियासिंग का वर्णन है तो बस संक्षेप में नीचे सैंपल सिग्नल XD के रूप में लिखा जा सकता है XDX1Z1M 1M k0M 1 X Z1MWkM वह जगह है जहाँ फ्रीक्वेंसी स्केलिंग होती है अब यदि आप X से सीधे इस एक्सप्रेशन पर जाते हैं तो हमेशा यह भ्रम होता है आप जानते हैं कि मैं M से स्केल करता हूं क्या मैं M से स्ट्रेच करता हूं शिफ्ट में क्या होता है उन सभी पर संदेह होगा लेकिन यदि आप इस इंटरमीडिएट स्टेप से जाएं तो उस भ्रम से बच सकते हैं और आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होगा कि वास्तव में डाउनसम्पलिंग प्रक्रिया की स्पेक्टरल इंटरप्रिटेशन क्या है ठीक तो अब हम इस पर कुछ और मिनटों के लिए निर्माण करें जबकि हमारे पास ऐसा है तो मुझे निम्नलिखित बयान करने दो इसलिए एलियासिंग से बचने के लिए यह उन महत्वपूर्ण चीजों में से एक होगा जो हम मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में करना चाहते हैं क्योंकि एलियासिंग एक नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है जिसे हटाना आसान नहीं है इसलिए हम सावधान रहना चाहते हैं तो एक चीज जो हम अलियासिंग से बचने के लिए करते हैं वह है मेरा इनपुट सिग्नल एक आइडियल लो पास फिल्टर π M से −π M से पारित करना है उस स्थिति में मुझे गारंटी है कि M से आगे कोई सिग्नल नहीं होगा और फिर जब मैं M के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंगके माध्यम से इस सिग्नल को पारित करता हूं तो इससे पहले कि हम rescaling करते हैं क्योंकि मेरे पास केवल π M हैआउटपुट स्पेक्ट्रम और फिर जब मैं M के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग के माध्यम से इस सिग्नल को पारित करता हूं तो फिर याद रखें कि शिफ्टेड कॉपी 2π M पर 4 M पर और 2 π तक के लिए होंगी ठीक है अब रीस्केलिंग करने के बाद फिर हमारे पास कुछ ऐसा है जो 0 से तक जाता है यह π 1 M है ठीक तो वह स्पेक्ट्रम है यदि इनपुट स्पेक्ट्रम सिग्नल स्पेक्ट्रम बैंड M तक सीमित है जो एक अवलोकन है यदि इनपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम जैसा कि हमने दिखाया है कि बैंड M यानी ωcπM तक सीमित है जो कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कटऑफ फ्रीक्वेंसी है या जो भी आपके सिग्नल की बैंड लिमिट है वह फिल्टर की बैंड लिमिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से है तो कोई एलियासिंग नहीं है ठीक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है और जैसे हमने सैंपलिंग की प्रक्रिया में एंटी अलियासिंग फिल्टर का इस्तेमाल किया हमने क्या किया हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एंटी अलियासिंग फिल्टर का उपयोग किया है कि न्यूक्विस्ट प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाएगी यह एंटी अलियासिंग फिल्टर का डिजिटल संस्करण है तो यह एंटी अलियासिंग फिल्टर है इसलिए यह देखना बहुत ही संतोषजनक है कि हमने कंटीन्यूअस टाइम में एलियासिंग की घटना से जो कुछ भी समझा था और हम सिग्नल का सैंपल देते हैं कि जब हम डिजिटल डोमेन में सैंपलिंग रेट कन्वर्जन करते हैं तो वही चीज मौजूद होती है तो जो मूल रूप से M द्वारा डाउनसम्पलिंग के बाद कोई अन्य चीज नहीं करता है इस बिंदु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि सबसे पहले यह एक पर्याप्त स्थिति है क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी भी समय आप मुझे एक सिग्नल देते हैं जो M तक बैंड लिमिटेड है मैंने इसे डाउनसेंपल किया इसलिए स्पष्ट रूप से यह एक पर्याप्त स्थिति है क्योंकि हमने संतोष की दृष्टि से कोई शर्त नहीं रखी है जिस मिनट में आप मुझे बताते हैं कि यह स्पेक्ट्रम M तक बैंडलिमिटेड है यह परिणाम है तो यह एक पर्याप्त स्थिति है प्रश्न क्या यह एक आवश्यक शर्त भी है क्या ऐसे मामले हैं जहां आप M तक सीमित नहीं हैं और आप अभी भी डाउनसेंपलिंग की प्रक्रिया में एलियासिंग नहीं करते हैं और इसका उत्तर हां है कि वो बैंडपास सेंपलिंग है ठीक तो मूल रूप से यह एक आवश्यक शर्त नहीं है हालाँकि आप इसे निम्न कथन के साथ अर्हता प्राप्त कर सकते हैं कि यदि आप बैंड पास के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन बेस बैंड लौ पास संकेतों के लिए नहीं तो बीबी का मतल बेसबैंड या लो पास के सिगनल्स के लिए ठीक है उस प्रकार के सिग्नल जो हमने लो पास के संकेत दिखाए हैं यह एक आवश्यक और पर्याप्त स्थिति है यदि यह लो पास सिग्नल है तो इसे M तक सीमित होना चाहिए अन्यथा आप एलियासिंग में चले जाएंगे तो यह एक आवश्यक और पर्याप्त स्थिति है ठीक दूसरी ओर यदि आप बैंडपास सिग्नल के साथ काम कर रहे हैं तो बैंडपास सिग्नल के लिए इसका मतलब है कि आपके पास कम फ्रिकवेंसी पे सिग्नल कंटेंट नहीं है बैंडपास सिग्नल के लिए यह एक पर्याप्त स्थिति है यह एक आवश्यक शर्त नहीं है बैंडपास सिगनल्स के लिए यह केवल एक पर्याप्त स्थिति है यह एक पर्याप्त स्थिति ठीक है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शायद यह कल्पना करने का एक और तरीका इस प्रकार है इसे देखने का तरीका सिर्फ फ्रिकवेंसी एक्सिस पर देखने का है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर यहाँ मेरे पास π M 2 M और इसी तरह ओर है अब स्ट्रेचिंग से पहले अगर यह 2 M स्ट्रेच करने के बाद स्पेक्ट्रम है तो 2 सही जाएगा यह स्ट्रेचिंग के बाद है और यदि हम नीचे रूपांतरण प्रक्रिया के बाद सैंपल फ्रीक्वेंसी के रूप में संदर्भित करते हैं तो ठीक है अब स्ट्रेचिंग से पहले एक ही फ्रीक्वेंसी यह एक है तो यह सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी है या हमने जो स्ट्रेचिंग किया हैओके उससे पहले सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी से मेल खाती है और यदि 2 M मेरी सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी है तो मेरे इनपुट सिग्नल को निक्विस्ट रेट के लिए M तक सीमित कर दिया जाएगा ताकि निक्विस्ट रेट हो सके ठीक तो फिर से आप इसे कई तरीकों से कल्पना कर सकते हैं जो भी तरीका है कि आप इसके साथ सहज हैं मैं आपको इसे करने की सलाह दूंगा ठीक बहुत ही त्वरित प्रश्न बहुत जल्दी का उदाहरण जो किसी ऐसी चीज का अनुवाद करता है जो उसी परिदृश्य में अनुवाद करता है जिसे हमने देखा है इसलिए विचार करें कि आप स्पीच डेटा देख रहे हैं जिसमें 0 से 5000 हर्ट्ज तक की सीमा में स्पेक्ट्रम है ठीक तो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी 2π है अब सैंपल आवृत्ति Fs 7500 हर्ट्ज अब स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा मामला होगा जहां आप न्युकिस्ट की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं अब मेरे स्पेक्ट्रम का कौन सा हिस्सा इनपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम का कौन सा हिस्सा अलियासिंग से मुक्त है एलियासिंग होगा यह मेरे स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाला है जो मेरे इनपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों को अलियासिंग से मुक्त करता है और शायद यह है कि आप इसे तुरंत देख रहे हैं लेकिन कृपया इसे ड्रा करें और सुनिश्चित करें कि आप इसके साथ सहज हैं अलियासिंग से मुक्त है और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर शून्य से 2500 हर्ट्ज तक आता है यह स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा है जो अलियासिंग से मुक्त है सैंपल लेने की प्रक्रिया के बाद आपके सिग्नल में उच्चतम फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या है अब आप कह सकते हैं कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं अगर 5000 हर्ट्ज प्रतीक्षा के लिए सभी तरह की फ्रीक्वेंसी कंटेंट है तो प्रतीक्षा करें जो आप सैंपल लेने से पहले थे यदि आपने सैंपल लिया था कि अगर 7500 आपकी सैंपलिंग फ्रिकवेंसी थी तो यह 3750 है क्या हुआ 3750 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी में वे अलियास हो गए और आप जानते हैं कि अलियासिंग के किस हिस्से में स्पेक्ट्रम के किस हिस्से पर उनका प्रभाव पड़ा है वे स्पेक्ट्रम के 2500 से ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं तो उच्चतम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है ठीक है कृपया सुनिश्चित करें कि आप इन दो परिणामों के साथ सहज हैं और मूल रूप से यह उस मामले से मेल खाता है जहां आपके पास 3 के फैक्टर द्वारा पाई बाई 2 डाउनसैंपल द्वारा एक डिजिटल स्पेक्ट्रम है और मुझे लगता है कि यह एक उदाहरण है जिसे हमने आज के लेक्चर की प्रक्रिया में देखा है जहां हमने कहा था कि हाँ वहाँ एलियासिंग होगा और कौन से हिस्से प्रभावित होंगे और यह वास्तव में मैप करता है कि यदि आप विवरण करते हैं ठीक तो मैं यहां पर रुकना चाहता हूं